अब तक इस पाठ्यक्रम में हमने बौद्धिक संपदा अधिकारों का सामान्य परिचय देखा है हमने कुछ विवरणों के साथ बुनियादी प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकारों को देखा था हमने पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट और डिज़ाइन देखे थे तब हमने विश्वविद्यालय के उद्यमशीलता कार्य को देखा और हमने उल्लेख किया था कि उद्यमशीलता कार्य विश्वविद्यालय के अनुसंधान कार्य से आता है और अनुसंधान कार्य अपने आप में उन उत्पादों और सेवाओं का परिणाम हो सकता है जिन्हें बौद्धिक संपदा अधिकारों द्वारा संरक्षित किया जा सकता है फिर हमने व्यापक रूप से देखा कि आविष्कारों को कहां ढूँढना है और हमने ऑडिट पर भी उल्लेख किया था कि आप यह निर्धारित करेंगे कि एक आविष्कार का पेटेंट होना चाहिए या नहीं जिसे हम पेटेंटबिलिटी खोज कहते हैं और आखिरकार हमने आईपी केंद्रों की भूमिका पर भी बात की अब इस व्याख्यान में हम आईपी केंद्र स्थापित करने पर विचार करेंगे एक शैक्षणिक संस्थान एक विश्वविद्यालय या एक कॉलेज बौद्धिक संपदा केंद्र या आईपी केंद्र स्थापित करने पर कैसा दिखता है पहला सवाल जो हमें पूछना चाहिए कि क्या विश्वविद्यालयों को आईपी केंद्रों की आवश्यकता है उन्हें आईपी केंद्रों की आवश्यकता क्यों है उत्तर स्पष्ट है क्योंकि बौद्धिक संपदा अनुसंधान के इस उत्पादन की रक्षा कर सकती है और क्योंकि अनुसंधान एक विश्वविद्यालय में एक अभिन्न कार्य है हम कह सकते हैं कि अनुसंधान के उत्पादन को आईपी द्वारा संरक्षित किया जा सकता है और आईपी को प्रबंधित करने और अनुसंधान के उत्पादन के प्रबंधन को व्यावसायीकृत करने के लिए आईपी केन्द्रों की जरूरत है इसलिए पहला पहलू यह है कि विश्वविद्यालय अनुसंधान करते हैं आपके पास वाणिज्यिक मूल्य के अनुसंधान के उत्पाद हो सकते हैं और आपको इसे प्रबंधित करने और इन पर पकड़ बनाने के लिए आईपी केंद्रों की आवश्यकता होती है दूसरी बात रैंकिंग हम एनआईआरएफ ने कई शब्दों में उल्लेख किया है कि उन्हें आईपी केंद्र स्थापित करने पैटर्न दाखिल करने और उन्हें वाणिज्यिक करने की आवश्यकता है चौथा जो एक आंतरिक आवश्यकता से अधिक है यदि आप IP केंद्र स्थापित करते हैं तो IP केंद्र लाभ केंद्र बन सकते हैं और जब वे लाभ केंद्र बन जाते हैं तो वे विश्वविद्यालय में राजस्व लाते हैं और कुछ उदाहरण जो हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका में IP केंद्रों के उदाहरण हैं जो पेटेंट की पहचान के स्रोत हैं और लाखों डॉलर में राजस्व लाते हैं तो पहले एनआईआरएफ का एक बड़ा हिस्सा है यदि आप देखते हैं अनुसंधान और पेशेवर सक्रिय अभ्यास के लिए पांच मापदंड होते हैं अनुसंधान और पेशेवर अभ्यास में आप पाएंगे कि आईपीआर और पेटेंट देना आवेदन करना और लाइसेंस आपके लिए निशान का एक घटक लाती है इसका मतलब यह नहीं है कि यह एकमात्र जगह है या यह एकमात्र हिस्सा है जो रैंकिंग के लिए प्रासंगिक हो सकता है क्योंकि जब आप देखते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार विभिन्न चीजों को बदलने में एक संचयी भूमिका निभाते हैं जो अन्य मापदंडों को भी प्रभावित कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप बौद्धिक संपदा अधिकार पर एक नया पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं यह कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके छात्रों की रोजगार पाने और उनके लिए बाजार में नौकरी पाने की क्षमता को बढ़ाता है तो यह आपकी रैंकिंग को प्रभावित करता हो आप आईपी केंद्र स्थापित कर सकते हैं और आईपी केंद्र आविष्कारों के व्यावसायीकरण के लिए एक स्रोत बन सकते हैं और क्योंकि आविष्कारों का व्यवसायीकरण हो जाता है आपके पास अनुसंधान के लिए अधिक राजस्व होता है और क्योंकि अनुसंधान के लिए अधिक राजस्व उपलब्ध होता है इसलिए आप अन्य मापदंडों को भी पूरा कर सकते हैं इसलिए बौद्धिक संपदा अधिकारों को स्थापित करने का प्रभाव सिर्फ आईपीआर और पेटेंटों से परे होता हैजिनका आवेदन किया जाता है और लाइसेंस दिए जाते हैं तो प्रभाव उससे परे है अन्य रैंकिंग ढांचे को अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग कहा जाता है इनके प्रमुख कारकों में जागरूकता विचार और नवाचार का संवर्धन और समर्थन शामिल है इसलिए आप कितनी कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं आपके पास कितने मंच हैं आपके पास कौन से मंच हैं ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे विचारों को एकत्र किया जा सकता है और सत्यापित किया जा सकता है और इन सभी चीज़ों की छानबीन करना ARIIA ढांचे के तहत रैंकिंग को प्रभावित करेगा उद्यमशीलता के विकास को बढ़ावा देना और समर्थन करना यदि ऐसे आईपी केंद्र हैं जो एक शोध टीम को बहुत अधिक पैटर्न का आवेदन करने में मदद कर सकते हैं और यदि शोध दल को लगता है कि वे एक कंपनी को प्रेरित कर सकते हैं और कंपनी को अपने आप में एक अलग इकाई के रूप में ले सकते हैं तो वह उद्यमिता विकास को बढ़ावा और समर्थन दे सकता है अंत में बौद्धिक संपदा बनाने वाली प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और व्यावसायीकरण जैसे संकेतकों को भी ध्यान में रखा जाएगा आईपी केंद्र क्या है आईपी केंद्र को कई नामों से जाना जाता है इसे आईपी सेंटर कहा जाता है कुछ स्थानों पर इसे आईपीएम सेल कह सकते हैं संक्षेप में यह एक केंद्र या एक कार्यालय है जो बौद्धिक संपदा प्रबंधन का प्रबंधन करता है बौद्धिक संपदा का प्रबंधन एक व्यापक शब्द है इसमें बौद्धिक संपदा की पहचान बौद्धिक संपदा की जांच बौद्धिक संपदा की रक्षा आईपी को बनाए रखने जैसी कई चीजें शामिल हैं हम इन आईपी केंद्र के कार्यों को अधिक विस्तार से देखेंगे लेकिन मोटे तौर पर आपको पता होगा कि जागरूकता और शैक्षिक आईपी शिक्षा कुछ ऐसा है जो विश्वविद्यालय पहले से कर रहे हैं वे एक विशेषज्ञ वक्ता को आमंत्रित कर सकते हैं वे कार्यशालाओं का आयोजन कर सकते हैं उनके पास विश्वविद्यालय में किसी तरह का जागरूकता उपाय हो सकता है और ये सभी चीजें अभी विश्वविद्यालयों में की जा रही हैं चाहे उनके पास आईपी केंद्र हो या नहीं पेटेंट खोज स्क्रीनिंग या जिसे हम आईपी इंटेलिजेंस कहते हैं आईपी का पंजीकरण एक बार जब आईपी की पहचान हो जाती है और संस्थान इसके लिए बौद्धिक संपदा संरक्षण दर्ज करने के लिए निर्णय करता है तो इसे आमतौर पर तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर किया जाता है ऐसे उदाहरण हैं जहां विश्वविद्यालय इसे आंतरिक रूप से भी दर्ज कर सकते हैं लेकिन इसे करने के लिए एक अलग तरह के सेटअप और विभिन्न प्रकार के पेशेवरों की आवश्यकता होगी उनके पास ऐसा करने के लिए उनके पास विश्वविद्यालय के पास एक पेटेंट एजेंट होना चाहिए और आपको एक बार आईपी पंजीकृत होने के बाद आपको इसे नवीनीकृत करते रहना होगा आपको इसे लागू करते रहना होगा और इसे लाइसेंस देकर और राजस्व अर्जित करके इसे कमर्शियल करना होगा इसलिए आईपी सेंटर के कार्य मुख्यतः आईपी को पहचानना आईपी की स्क्रीनिंग करना जिसे हम आईपी इंटेलिजेंस कहते हैं आईपी की सुरक्षा करना और आईपी बनाए रखना हैं यदि आप इन सभी कार्यों को कर सकते हैं या यदि आपके संस्थान में ये सभी कार्य यथोचित रूप से किए जा रहे हैं तो सबसे अधिक संभावना है कि आपके पास पहले से ही एक IP केंद्र है या आपके पास कोई व्यक्ति या कोई तीसरा पक्ष है जो इन सेवाओं को प्रदान कर रहा है जो कि एक आईपी केंद्र के कार्यों के लिए योग्यता प्राप्त कर सकता है आइए हम पहले कार्य को लेते हैं आईपी शिक्षा यह कार्य आईपी सेंटर को करना है आईपी शिक्षा का मतलब जागरूकता हो सकता है जागरूकता से इसका मतलब कुछ ऐसा हो सकता है जैसे IPR पर संदेह को दूर करना IP केंद्र के भीतर विशेषज्ञ होते हैं जिनसे लोग बौद्धिक संपदा पर कुछ संदेह के साथ संपर्क करेंगे जो उनके लिए द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए विशिष्ट हो सकते हैं आईपी सेंटर जागरूकता के एक भाग के रूप में भी विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य कर सकता है शिक्षा भाग को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है एक आईपी पर बुनियादी शिक्षा को संदर्भित करता है अलग अलग प्रकार के आईपी में भेद करना और आईपी के मूल प्रकारों की पहचान करना और विभिन्न डोमेन को जानने में एक आरामदायक स्थिति बनना काफी हद तक वही है जो आपने इस पाठ्यक्रम के पहले दो हफ्तों में कवर किया था बुनियादी शिक्षा के अलावा इसके द्वारा आईपी की प्रकृति गतिशील है और यह हर समय बदलता रहता है और प्रौद्योगिकी में विकास होते हैं जो बौद्धिक संपदा में विकास में अनुवादित हो जाते हैं आप पाते हैं कि मौजूदा शिक्षा की आवश्यकता है मौजूदा शिक्षा इस मायने में आईपी के लिए अद्वितीय है कि उन्हें अन्य क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता नहीं होती है नए घटनाक्रम को बौद्धिक संपदा अधिकार में बनाए रखने के लिए आईपी केंद्रों को शिक्षा मौजूदा में भी भाग लेना आवश्यक है आईपी शिक्षा का तीसरा हिस्सा उन्नत आईपी शिक्षा है आईपी केंद्र इसे प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं लेकिन एक विश्वविद्यालय के भीतर इसे स्थापित किया जा सकता है उन्नत शिक्षा का हिस्सा प्रोफेसरों और छात्रों के लिए वाहक और बौद्धिक संपदा का ध्यान रख सकता है अगर कोई आईपी पेशेवर या पंजीकृत पेटेंट एजेंट बनना चाहता है तो उसे आईपी में उन्नत शिक्षा की आवश्यकता होगी इसलिए हम आईपी शिक्षा को तीन स्तरों से देख सकते हैं एक बुनियादी शिक्षा है जो इस तरह के ऑनलाइन पाठ्यक्रम को कवर कर सकती है दूसरा एक मौजूदा शिक्षा है जिसमें हितधारकों के साथ किसी तरह की निरंतर बातचीत की आवश्यकता होगी क्योंकि जब घटनाक्रम होते हैं तो हमें उस पर ध्यान देना होगा और उस पर लोगों को प्रशिक्षित और शिक्षित करना होगा और फिर हमारे पास उन्नत पाठ्यक्रम ऐसे लोगों के लिए हैं जो बौद्धिक संपदा अधिकारों में अपना करियर बनाना चाहते हैं इसलिए आईपी केंद्र न केवल आईपी के बारे में जागरूकता के मुद्दों के बारे में जागरूकता को देखेगा बल्कि यह आईपी शिक्षा को भी देखेगा दूसरा कार्य बुद्धिमत्ता से संबंधित है और यह वह चीज है जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है क्योंकि आईपी इंटेलीजेंस की प्रकृति के कारण इसे निरंतर आधार पर किया जाना चाहिए इसलिए एक वक्ता को आमंत्रित करना और एक कार्यशाला आयोजित करना इस हिस्से को संबोधित नहीं कर सकता है कि एक आईपी केंद्र आपके लिए क्या कर सकता है एक यह अनुसंधान परिणामों के वाणिज्यिक मूल्य की पहचान कर सकता है शोध के परिणाम आपके संस्थान के भीतर विभिन्न स्रोतों से आ सकते हैं यह एक शोध परियोजना से आ सकता है यह एक परामर्श परियोजना से आ सकता है यह एक उद्योग ग्राहक और विश्वविद्यालय के बीच बातचीत से आ सकता है इसलिए यह विभिन्न स्रोतों से आ सकता है इसलिए उनकी पहचान और वाणिज्यिक मूल्य का परीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना चाहिए अधिकतर विश्वविद्यालयों में एक आविष्कार प्रकटीकरण फॉर्म हो सकता है जिसे भरा जा सकता है और प्रस्तुत किया जा सकता है यदि कोई आईपी केंद्र हैतो वे आविष्कार प्रकटीकरण फॉर्म की आंतरिक जांच कर सकते हैं या अगर कोई आईपी केंद्र नहीं है तो वह हिस्सा किसी तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता को भेज दिया जाता है आईपी प्रकाशनों के भीतर भी हो सकता है इसलिए अगर यह पहले से ही प्रकाशित है तो पेटेंट दर्ज करना कठिन हो जाता है और यह एक ऐसी चीज है जिसे हमने नवीनता और पेटेंट कानून की आवश्यकता के हिस्से के रूप में कवर किया है लेकिन प्रकाशन स्क्रीनिंग या आईपी को देखने के लिए एक स्रोत हैं इसलिए अगर कुछ संस्थान के पास नियमित अंतराल पर होने वाले प्रकाशनों की एक लंबी सूची है और यदि प्रोफेसरों को सूचित किया जाता है कि प्रकाशित करने से पहले आपको वास्तव में एक स्क्रीनिंग करनी है कि क्या कुछ पेटेंट कराया जा सकता है तो वह एक कल्चर को स्थापित करेगा जहां प्रकाशित होने से पहले पब्लिकेशन की आईपी के लिए जांच की जाए तो यह आईपी इंटेलीजेंस का पहला हिस्सा है जो वाणिज्यिक मूल्य के साथ शोध परिणामों की पहचान करता है दूसरा भाग खुलासे की व्यावसायिक क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए है इसलिए जब भी कोई प्रोफेसर या एक शोध टीम खुलासा करती हैतो आईपी केंद्र व्यवसाय योजना बनाने और व्यावसायिक क्षमता का मूल्यांकन करने का काम करती है मूल्यांकन करने से पहले आपको वास्तव में अनुसंधान के परिणामों के लाभों को प्राप्त करना होगा मूल्यांकन का तात्पर्य आविष्कार की संभावना या व्यावसायिक संभावना को देखने से है यह अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है एक आप मौजूदा बाजार के खिलाड़ियों कोकिसी विशेष समाधान के लिए बाजार में मौजूदा सेवा प्रदाता को उपलब्ध विकल्प नकल में आसानी विकल्प का उपयोग करने की क्षमता को देख सकते हैं जब आप इन सभी कारकों को देखते हैं तो आप यह कह पाएंगे कि जब एक विशेष आविष्कार बाजार में हिट करता है तो इसके लिए व्यावसायिक क्षमता क्या हो सकती है यह केवल एक अनुमान है लेकिन यह अनुमान लगाना अच्छा है ताकि आप जान सकें कि आप अपना पैसा कहां निवेश करने जा रहे हैं क्योंकि इसकी प्रकृति के अनुसार पेटेंट करना एक महंगी प्रक्रिया है इसमें एक संसाधन शामिल है और यह एक लम्बी प्रक्रिया है और जब तक एक पेटेंट की अनुमति मिलती है तब तक नई समयसीमा पर विचार करने के साथ यह आसानी से 3 या 5 साल के बीच कुछ भी हो सकती है इसलिए अनुदान मिलने के बाद ही पेटेंट का पूरी तरह से व्यावसायीकरण हो सकता है जिस तरह से सिस्टम सेट किया गया है उसके कारण यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय एक व्यवसाय योजना के साथ आए वे एक व्यवसाय योजना बनाते हैं जैसे कि निवेश होने वाला है और किसी अन्य व्यवसाय योजना की तरह ही रिटर्न भी होने वाला है इसलिए एक पेटेंट दाखिल करने से पहले आईपी केंद्र को एक व्यवसाय योजना को देखना होगा या इस विशेष आविष्कार के लिए व्यावसायीकरण क्षमता क्या होगी क्या यह भारत में रहता है या क्या यह विदेश में है क्योंकि अगर यह भारत से बाहर है तो विदेशी पेटेंट दाखिल करने की आवश्यकता है जिसे हम पीसीटी मार्ग या कन्वेंशन मार्ग कहते हैं पेटेंटिंग के कारण व्यावसायीकरण से पहले किए गए निवेश की लागत बढ़ जाती है इसलिए एक व्यवसाय योजना बनाने में आवश्यक वस्तुएँ प्रौद्योगिकी का मूल्य बाजार में प्रौद्योगिकी लाने के लिए आवश्यक निवेश और पेटेंट के माध्यम से आविष्कार की रक्षा में खर्च किए जाने वाले खर्चों की राशि इन सभी कारकों पर विचार किया जाता है इसलिए लागत लाभ विश्लेषण की तरह देखा जाता है कि क्या निवेश किया गया धन वापस प्राप्त किया जा सकता है कुछ मामलों में विश्वविद्यालयों और यहां तक कि संस्थानों को लागत लाभ विश्लेषण नहीं मिल सकता है क्योंकि पेटेंट के पोर्टफोलियो होने का ट्रेंडहै और यदि आपके पास पेटेंट के पोर्टफोलियो को दाखिल करना है तो अंतर्निहित धारणा यह है कि आप एक साथ पोर्टफोलियो का व्यावसायीकरण करने में सक्षम हो सकते हैं और अधिक सफल या व्यावसायिक रूप से अधिक मूल्यवान पोर्टफोलियो अन्य पेटेंट को बेचने में भी मदद करेगा जो शायद व्यावसायिक रूप से मूल्यवान नहीं हैं इसलिए एक पोर्टफोलियो का उन्हें बेचना जोखिमों को कम करने का एक तरीका हो सकता है या विश्वविद्यालयों और संस्थानों निर्णय कर सकते हैं कि एक सफल पेटेंट उन पेटेंट की लागत को सब्सिडी देने के लिए राजस्व लाएगा जो कि व्यावसायीकृत नहीं हैं इसलिए ऐसे दो विचार रख सकते हैं लेकिन बात यह है कि आपको किसी तरह का व्यावसायिक बनाना होगा आपको पेटेंट दाखिल करने से पहले किसी स्तर पर व्यावसायिक क्षमता का मूल्यांकन करना होगा और यह एक ढलान है एक बार जब आप पैसे को पेटेंट में निवेश करना शुरू कर देते हैं तो यह न केवल अभियोजन और पंजीकरण के रूप में खर्च होगा बल्कि पंजीकरण के बाद भी नवीकरण के माध्यम से पेटेंट को जीवित रखने के लिए नवीकरण शुल्क के लिए पैसे आवश्यक हैं तो शामिल समयरेखा की समझ और इसमें शामिल लागत कुछ ऐसी चीज है जिसे हम एक व्यवसाय योजना कहते हैं इसलिए आविष्कार की व्यावसायिक क्षमता को समझते हुए पेटेंट दाखिल करने का निर्णय करने से पहले एक व्यावसायिक योजना तैयार करनी होगी आईपी इंटेलिजेंस के संबंध में एक आईपी सेंटर जो तीसरी बात कर सकता है वह है आईपी की सुरक्षा करने का निर्णय लेना ऐसे मामले हो सकते हैं जहां बौद्धिक संपदा अधिकार को आईपी के माध्यम से संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है और आईपी कम अवधि के लिए या लम्बी अवधि के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए आप किस तरह के IP का उपयोग करेंगेयह निर्णय IP सेंटर द्वारा लिया जाता है जाहिर है आईपी सेंटर को भी एक समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगीजिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे लेकिन यह एक निर्णय है जिसे आईपी केंद्र को लेना है कि वह आईपी द्वारा इसकी सुरक्षा करे या नहीं क्योंकि विश्वविद्यालय में हमेशा अपने शोध को प्रकाशित करने का एक विकल्प होता है इसलिए यदि वे एक निर्णय लेते हैं कि वे एक आईपी के माध्यम से इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो वे शोध परिणाम प्रकाशित कर सकते हैं और उसका श्रेय प्राप्त कर सकते हैं तो यहां एक पेटेंटबिलिटी खोज रिपोर्ट प्राप्त करना प्रासंगिक हो जाता है जिसे हमने पिछले सप्ताह के व्याख्यान में कवर किया था प्रत्येक मामले के लिए एक गहन खोज विश्लेषण करना संभव नहीं है और खोज फिर से एक ऐसी चीज है जो एक सरलीकृत तरीके से की जा सकती है और एक बहुत विस्तृत तरीके से भी इसलिए आपको पता चलेगा कि पेटेंट दाखिल करने का निर्णय लेने से पहले पेटेंट संबंधी खोज रिपोर्ट जरूरी है और चौथा बिंदु है आईपी इंटेलिजेंस और अन्य परियोजनाओं से भी हो सकता है जो पहले से ही विश्वविद्यालय में हैं